नमस्कार टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर के पंद्रहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में चर्चा करेंगे यह एक लैग्रैन्जियन पद्धति है तो आइए देखते हैं इस व्याख्यान के अंत में हम SPH में मल्टीफ़ेज़ फ्लो को हल करने के लिए एल्गोरिदम को समझेंगे हम एक फ्रीवेयर का उपयोग करके इस प्रकार के पार्टिकल आधारित सिमुलेशन कार्यप्रणाली का अभ्यास करेंगे तो हम फ्रीवेयर इनस्टॉल करेंगे हम आपको दिखाएंगे कि मॉडल पैरामीटर कैसे सेट करें केस स्टडी कैसे चलाएं और अंत में परिणाम कैसे प्राप्त करें और उनका विश्लेषण कैसे करें वर्तमान अनुभव के आधार पर आप स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स का उपयोग करके टू फेज फ्लो के लिए अपना खुद का सिमुलेशन शुरू कर सकते हैं तो आइए पहले हम समीकरणों पर जाएं जो हम स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स में अनुसरण करते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स एक लैग्रैन्जियन प्रकार की विधि है तो जाहिर है हमें लैग्रैन्जियन समीकरणों से निपटना होगा ठीक है इसलिए लैग्रैन्जियन फ्रेमवर्क में अगर हम नेवियर स्टोक्स समीकरण और एनर्जी समीकरणों को लिखने की कोशिश करते हैं तो समीकरण इस तरह दिखाई देंगे तो कंटीन्यूटी समीकरण बदल रहे होंगे में ठीक है मोमेंटम समीकरण बदल रहे होंगे में ठीक है और फिर एनर्जी समीकरण बदल जाएगा Q यहाँ पर कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर है इसलिए तो ये समीकरण फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहे हैं इसलिए मैं इन समीकरणों की विस्तृत चर्चा नहीं करने जा रहा हूं तो आइए देखते हैं कि स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स का उपयोग कैसे किया जाता है हम इस प्रकार के समीकरणों से निपट सकते हैं विशेष रूप से टू फेज फ्लो के लिए ठीक है तो स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स में डोमेन को वास्तव में लैग्रैन्जियन पार्टिकल्स का उपयोग करके डिसक्रीटाईजड़ किया जाता है तो यह हमारे सामान्य कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स विश्लेषण में नई अवधारणा है हमने देखा है कि डोमेन को वॉल्यूम या एलिमेंट या नोड्स में फाइनाईट डिफरेंस में डिसक्रीटाईजड़ किया गया है ठीक है तो यहाँ इस स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स की स्तिथि में डोमेन वास्तव में एक अर्बीट्रली डिस्ट्रिब्यूटेड पार्टिकल्स से बना है तो यहाँ मैंने आपको एक विशिष्ट उदाहरण दिखाया है मान लीजिए कि यह आपका डोमेन है और इसमें आप के पास अर्बीट्रली डिस्ट्रिब्यूटेड पार्टिकल्स हैं ठीक है पार्टिकल हमेशा आपस में किसी न किसी तरह की परस्पर क्रिया कर रहे हैं हमें गवर्निंग समीकरण के आधार पर ये फैसला करना है की किस प्रकार की परस्पर क्रिया हो रही है इसके अलावा हमें यह भी पता लगाना होगा कि कौन से पार्टिकल वास्तव में रुचि के एक पार्टिकल को प्रभावित कर रहे हैं यहां बता दें कि यह काला पार्टिकल हमारी रुचि का पार्टिकल है तो हम हमेशा 2 आयाम में एक वृत्त या 3 आयाम में एक गोला बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या मान लें कि h है इस त्रिज्या को स्मूथिंग रेडियस या स्मूथिंग ज़ोन कहा जाता है ठीक है और फिर आप इस डोमेन में देखते हैं सर्कुलर डोमेन जो पार्टिकल अंदर गिर रहे हैं वे वास्तव में आपके रुचि के पार्टिकल को प्रभावित करने वाले होंगे यहाँ काला पार्टिकल ठीक है तो यह h आपके स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स सिमुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप एक बहुत बड़ा h देते हैं तो सभी पार्टिकल इसमें आ रहे होंगे और यदि आप एक छोटा देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके परिणाम कन्वर्ज सिमुलेशन में नहीं आ रहे हैं ठीक है तो h का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है अगला यह लैग्रैन्जियन क्षेत्र क्यों चुना गया है आइए देखें वास्तव में हम डिफरेंशियल समीकरणों को अलजेबरिक समीकरणों में बदलने का प्रयास करेंगे जो कि कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का मूल सार है तो यहाँ क्या कर रहे होंगे मान लें कि आपके पास एक फ़ील्ड है जो f है ठीक है तो एक विशेष स्थिति i में परिभाषित करें तो मान लीजिए कि यह आपकी ith स्थिति है तो स्थिति को ri के रूप में जाना जा सकता है मान लीजिए कि इस के स्थान को ri के रूप में जाना जाता है अत f ri ith स्थान पर स्थित क्षेत्र है तो इसे इस पार्टिकल के प्रभाव में आने वाले अन्य सभी निकटवर्ती पार्टिकल्स के द्रव्यमान के योग के रूप में लिखा जा सकता है तो इन सभी छायांकित पार्टिकल्स का मान jth पार्टिकल के रूप में है तो jth पार्टिकल का द्रव्यमान से विभाजित करके निकटवर्ती jth पार्टिकल्स के क्षेत्र से गुणा किया जाता है उन jth पार्टिकल्स का डेंसिटी कोई स्मूथिंग फ़ंक्शन W से गुणा किया जाता है स्मूथिंग फ़ंक्शन वास्तव में एक पैरामीटर है जो एक पैरामीटर पर निर्भर करता है जो कि रुचि के पार्टिकल और पडोसी पार्टिकल के बीच की दूरी है इसलिए ठीक है तो यहाँ आप देखते हैं कि क्या हमारे पास फील्ड वेरिएबल है इसलिए फील्ड वेरिएबल हमने पाया है जो निकटवर्ती पार्टिकल्स के फील्ड वेरिएबल के मानों के आधार पर है ठीक है तो निकटवर्ती पार्टिकल j बहुत महत्वपूर्ण होगा और सभी js या उनके निकटवर्ती पार्टिकल के आधार पर हमें इसे जोड़ना होगा ठीक है अब यह फील्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है यह डेंसिटी से शुरू हो सकता है यह वेलोसिटी हो सकता है यह एनर्जी हो सकती है यह प्रेशर हो सकता है यह हीट फ्लक्स कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हमारे समीकरणों में पिछले समीकरणों में हमने दिखाया है कि हमारे पास डेंसिटी वेलोसिटी और टेम्परेचर है यह कुछ और मान भी हो सकता है ठीक है अगला इस प्रकार का अप्प्रोक्सिमेशन क्यों आवश्यक है वैसे इस अप्प्रोक्सिमेशन को कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन कहा जाता है और यहां हमने जो भी स्मूथिंग फंक्शन इस्तेमाल किया उसे वास्तव में कर्नेल कहा जाता है ठीक है अब इस प्रकार का कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन क्यों महत्वपूर्ण है आप देखें यदि हम का पता लगाने में रुचि रखते हैं तो इसके अंदर आप इस के अलावा भी कुछ देखते हैं इसका अर्थ है कि यह स्मूथिंग फ़ंक्शन हमारे पास कहीं भी i की निर्भरता नहीं है ठीक है तो अगर मैं डिसक्रीटाईज करने की कोशिश करता हूं या अगर मैं इस वेरिएबल को ri के मान से डिफ्रेंसियेट करने का प्रयास करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि यह पद स्थिरांक के रूप में कार्य करेगा ठीक है क्योंकि ri वहां मौजूद नहीं है तो स्मूथिंग फंक्शन में केवल ri मौजूद है इसलिए स्मूथिंग फंक्शन पर केवल डिफ्रेंसियेसन आएगा तो यहाँ मैंने आपको वह दिखाया है आइए देखें कि आप इस के लिए मान लें कि ri के संबंध में आप पहला डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह पद हमारे पास जो कुछ भी है वह होगा जो स्थिरांक के रूप में कार्य करेगा तो यह हो सकता है और केवल डिफ्रेंसियेसन ही स्मूथिंग फंक्शन पर काम आएगा ठीक है Wrij ठीक है ताकि डिफ्रेंसियेसन केवल इस Wij पर आता है ठीक है तो यह बहुत महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि फ़ील्ड वेरिएबलों में आपको डिफ्रेंसियेट करने की आवश्यकता नहीं है केवल स्मूथिंग फ़ंक्शन का डिफ्रेंसियेसन जिसे हम पूर्वनिर्धारित कर रहे हैं या हम पूर्वनिश्चित कर रहे हैं कि एक वास्तव में हमारे लिए काम करेगा ठीक है तो यहाँ सिमुलेशन वास्तव में सभी पार्टिकल्स की सूचनाओं को संक्षेपित करता है ठीक है और स्मूथिंग फंक्शन पर डिफ्रेंसिएशन आपका काम करेगा उचित तरीके से डिसक्रीटाईजेसन की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो आप उच्च ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी जा सकते हैं इसलिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम आपको यहां दे रहे हैं स्मूथिंग फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव में बाकी चीजें समीकरणों में स्थिरांक के रूप में हैं ठीक है तो आइए देखें कि मोमेंटम समीकरण और कंटीन्यूटी समीकरण को हल करने के लिए इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो हम पहले पार्टिकल के लोकल डेंसिटी को परिभाषित करेंगे ठीक है तो लोकल डेंसिटी आइए हम इसे f कहें मैंने जो कुछ भी फील्ड वेरिएबल के बारे में बात की है वह डेंसिटी है ठीक है तो कुछ नहीं बल्कि आपका या है तो हम पहले f को डेंसिटी के रूप में विचार कर रहे हैं इसलिए यदि आप यह लिखने की कोशिश करते हैं कि fi या क्या है पिछली परिभाषा का उपयोग करते हुए जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है ठीक है क्षमा करें यहाँ फिर हम इसका पता लगाएंगे सकता है तो अंत में हमें यह पता चलेगा कि कुछ और नहीं बल्कि का योग है यहाँ रद्द हो रहा है ठीक है अब यह कर्नेल फ़ंक्शन है ठीक है तो एक पार्टिकल के डेंसिटी को के योग द्वारा परिभाषित किया जा सकता है ठीक है अब यदि हम कंटीन्यूटी समीकरण को लिखने का प्रयास करें तो आप जानते हैं कि कंटीन्यूटी समीकरण मैंने आपको पहले ही दिखाया है जिसे आप जानते है एक बार फिर से सरलीकृत किया जा सकता हैं पार्ट फ़ॉर्मूलेशन्स द्वारा डिफ्रेंसिएशन का उपयोग करते हुए और यहाँ आप दाएं पक्ष को देखते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं कि हमारे पास कुछ फ़ील्ड वेरिएबल के डेरिवेटिव हैं तो फील्ड डेरिवेटिव V गुणा ⍴ है तो आप लिख सकते हैं तो रद्द हो जाता है और फिर W का डिफ्रेंसिएशन करते है क्योंकि हमारे पास पहला डेरिवेटिव का था तो यह का पहला डेरिवेटिव निकलेगा ठीक है यहाँ पर अगला पद हम केवल का उपयोग कर रहे हैं तो Vj बाहर रहेगा क्योंकि यह हम ith पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो के लिए हम लिखेंगे मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि क्या हैं तो क्या हैं यह और कुछ नहीं बल्कि mj गुणा का डेल होगा क्योंकि यह ith पार्टिकल पर निर्भर नहीं है ठीक है तो हमारी कंटीन्यूटी समीकरण निकल कर आता हैजो इसके बराबर है आप यहाँ देखे यहां हमारे पास Vi है और यहां हमारे पास Vj हैं इसलिए मैं लिख सकता हूं कि यह और कुछ नहीं है बल्कि और हमारे पास यहां नेगेटिव चिन्ह है तो आप लिख सकते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि Vi है तो अंत में मुझे और का योग के नेगेटिव के बराबर मिलता है ठीक है इसी तरह मोमेंटम समीकरण लिखा जा सकता है तो मैं यहां पूरी प्रक्रिया का वर्णन नहीं कर रहा हूं लेकिन एनालॉजी बिलकुल वैसी ही होगी यदि आप डिफ्रेंसियेसन कर रहे हैं तो डिफ्रेंसियेसन स्मूथिंग फंक्शन को जा सकता है और वेरिएबल बाहर रह सकता है तो यहाँ इसी तरह से आप देखते हैं कि यह मोमेंटम समीकरण है तो बायीं ओर हमने हमेशा की तरह रखा है क्योंकि इससे हम अगली बार इंस्टेंट वेलोसिटी का पता लगा लेंगे दाएं पक्ष में इसका उपयोग प्रेशर पद से आ रहा है तो हमारे पास हैं अतः को के रूप में लिखा जा सकता है तो आप देखते हैं डेरिवेटिव एक बार फिर से स्मूथिंग फंक्शन में आ रहा हैं और यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं जैसे हमारी दोनों पार्टिकल्स पर निर्भरता हैं जिसका अर्थ है कि आपका और तो आप लिख सकते हैं कि यह पर है और यहाँ हमने इस एक को अंदर ले लिया है तो आपका मोमेंटम समीकरण हैं यदि आप यहां देखें तो हमारे पास ∇V है इसलिए ∇V लिखा जा सकता है क्योंकि बाहर जा रहा है तो यह और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर आपका है और यह है ठीक है तो P को बाय पार्ट्स उपयोग करके अंदर ले लिया जाता है ठीक है अब अपने अगले पदों के मानो का पता लगाने के लिए हमें फाॅर्स का पता लगाना होगा तो आप क्या कर रहे होंगे यह और कुछ नहीं बल्कि हैं जो मैंने यहाँ पर पहले ही पता लगा लिया है तो का योग बन जाएगा और एकमात्र डेरिवेटिव W पर शेष रहेगा ठीक है इसी प्रकार एनर्जी समीकरण भी लिखा जा सकता है तो यह आपका एनर्जी समीकरण भाग है बाईं ओर हमारे पास एनर्जी की अस्थायी भिन्नता है और दाएं ओर हमारे पास है ठीक है यह माइनस वाला दूसरा पद कंडक्शन के लिए है ठीक है तो हमारे पास है ठीक है तो यह मोमेंटम समीकरण है फाइनल मोमेंटम समीकरण यह फाइनल एनर्जी समीकरण है यहां एक महत्वपूर्ण बात जो हमें देखने की जरूरत है वह यह है कि फील्ड वेरिएबल का डेरिवेटिव कहीं नहीं है तो डेरिवेटिव केवल स्मूथिंग फ़ंक्शन पर है ठीक है अब हम जानते हैं कि हमने इस कार्यप्रणाली में क्या किया है कि हमने डोमेन को पार्टिकल्स में डिसक्रीटाईजड़ कर दिया है तो अब वे पार्टिकल्स फलुइड की सातत्य प्रकृति को तोड़ रहे होंगे तो फ्लूइड की सातत्य प्रकृति को वापस पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होगी हमें बाहर से कुछ आर्टिफीसियल विस्कोसिटी देने की आवश्यकता है ठीक है तो यहां हम वॉन न्यूमैन रिक्टर आर्टिफीसियल वेलोसिटी का उपयोग करके आर्टिफीसियल विस्कोसिटी दे रहे हैं तो आप यहाँ देखें यदि आपको मोमेंटम समीकरण याद है तो पहले हमारे पास था यहां हम वॉन न्यूमैन रिक्टर आर्टिफीसियल विस्कॉसिटी के आधार पर इस अतिरिक्त पद को जोड़ रहे हैं ठीक है और यह पद पहले भी स्मूथिंग फ़ंक्शन का डेरिवेटिव था ठीक है तो यह वॉन न्यूमैन रिक्टर का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि यह आर्टिफीसियल विस्कोसिटी होगी जिसे हम सातत्य प्रकृति को वापस पाने के लिए जोड़ सकते हैं ठीक है इसी तरह एनर्जी समीकरण में आप एनर्जी समीकरण भी देखते हैं हमारे पास यह प्रेशर पद था ठीक है तो वहाँ हम इस को जोड़ सकते हैं ठीक है पहले यह इस वॉन न्यूमैन रिक्टर आर्टिफीसियल विस्कोसिटी के बिना के साथ था ठीक है यहां हम यहां पर pij भी जोड़ सकते हैं ठीक है अब यह क्या है इसे वॉन न्यूमैन और रिक्टर ने प्रस्तावित किया को के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है याद रखें कि यह h कुछ भी नहीं है बल्कि आपकी स्मूथिंग लंबाई गुणा है ठीक है अब ये कारक ci और cj क्या हैं हम समझ सकते हैं कि वे ith और jth पार्टिकल की साउंड स्पीड हैं आयामहीन कारक हैं और यह डिसिपेसन स्ट्रेंथ को नियंत्रित करता है तो यह उन फ्लुइड्स पर निर्भर करता है जिनके हम पैरामीटर ले रहे हैं ठीक है तो फ्लुइड्स के आधार पर अल्फा को ट्यून करने की आवश्यकता है ठीक है तो यह ट्यूनिंग कारक है जिससे हमें विस्कोसिटी को नियंत्रित करना है ठीक है तो स्पष्ट रूप से पार्टिकल प्रकृति सभी फ्लुइड्स के लिए के उसी मान के साथ सांतत्य प्रकृति को वापस प्राप्त नहीं कर रही होगी ठीक है और जो 001 के अलावा और कुछ नहीं है यह निकट पार्टिकल्स के बीच सिंगुलरिटी से बचता है क्योंकि यदि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं तो वे एक बार फिर से जैसा कि आप जानते हैं सातत्य की प्रकृति दिखयेंगे तो यह वास्तव में इसके लिए दिया गया है ठीक है तो एक बार जब हम जानते हैं कि ये ट्यूनिंग कारक क्या हैं ठीक है और और औरपार्टिकल साउंड स्पीड पर ठीक है ये सभी ज्ञात हैं तो आप पा सकते हैं कि क्या है आप इसे i और jth पार्टिकल के लिए यहां रख सकते हैं और आप अपने के मानो का मूल्यांकन कर सकते हैं और बाद में अगले भाग में आपकी एनर्जी क्या है ठीक है अगले टाइम स्टेप में तो इस तरह हम जारी रखेंगे लेकिन जब भी आप 2 फेज में होंगे तो समस्या थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 2 फेज में हम जानते हैं कि कुछ इंटरफ़ेस है और इंटरफ़ेस के पार हमारे पास कुछ सरफेस टेंशन फाॅर्स लागू होगा तो हम इस SPH सिमुलेशन में उसका ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं हम वास्तव में कुछ रंगों के साथ पार्टिकल्स को निरूपित करते हैं ठीक है तो ये रंग फेजेज पर निर्भर हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 फेजेज हैं गैसीय फेज और लिक्विड फेज तो गैसीय फेज के लिए हम एक रंग देते हैं और लिक्विड के लिए हम दूसरा रंग देते हैं यहां मैंने आपको विशिष्ट स्थिति के साथ दिखाया है मान लीजिए कि यह सबसे ऊपर एक गैसीय अवस्था है जिसको लाल रंग के पार्टिकल्स द्वारा समझाया गया है और यहाँ पर यह नीले रंग के पार्टिकल्स द्वारा समझाया गया लिक्विड फेज है तो निश्चित रूप से इंटरफ़ेस यहाँ कहीं होगा जो लाल और नीले रंग के पार्टिकल्स के बीच अंतर कर रहा है ठीक है तो हम SPH के न्यूमेरिकल सिमुलेशन में क्या करते हैं अन्य गुणों जैसे और और के साथ हम Ci नामक एक अन्य गुण को परिभाषित करते हैं ठीक है जिसे रंग कहा जाता है तो हम क्या करते हैं हम लिक्विड को रंग 1 के रूप में देते हैं और हमें रंग 0 के रूप में गैस को देना चाहिए ठीक है अब एक बार जब हम फ्लुइड्स के रंगों को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि इंटरफ़ेस की नॉर्मल दिशा क्या है क्योंकि हम हमेशा रंग के परिवर्तन को जानते हैं अगर हम स्पेस के संबंध में उनके ग्रेडिएंट का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो हमें इंटरफ़ेस की नॉर्मल दिशा प्रदान करेगा तो n कुछ और नहीं बल्कि Cs है जहाँ Cs रंग क्षेत्र है ठीक है एक बार जब हम n का मान जान लेते हैं तो हम आसानी से सरफेस टेंशन फाॅर्स का पता लगा सकते हैं ठीक है सरफेस टेंशन फाॅर्स केवल इंटरफ़ेस के क्षेत्र में ही लागू होगा तो हम क्या करते हैं हम उस सरफेस टेंशन फाॅर्स को लागू करने के लिए डेल्टा डायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन फाॅर्स वास्तव में होगा जो सरफेस टेंशन फाॅर्स गुणा डेल्टा डिराक फ़ंक्शन δs है इसका मतलब है कि डेल्टा डिराक फ़ंक्शन केवल इंटरफ़ेस के पास लागू होता है जिसका अर्थ है कि इंटरफ़ेस पर और कहीं और यह 0 है ठीक है तो की यह प्रकृति क्या है तोको के रूप में लिखा जा सकता है जहां सरफेस टेंशन फाॅर्स गुणा है तो नॉर्मल दिशा का यूनिट वेक्टर दे रहा है ठीक है अब एक बार फिर से के इस डेरिवेटिव को कैसे प्राप्त करें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव और एकल डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि f का उपयोग करके किसी क्षेत्र पर डेरिवेटिव कैसे किया जाता है तो यहाँ आप पर समान अप्प्रोक्सिमेशन कर रहे होंगे ठीक है एक बार जब मैं सभी पार्टिकल को जान लेता हूं तो हम कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन का उपयोग करके इसके पहले डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव का पता लगा सकते हैं ठीक है तो उस तरह से की गणना की जाएगी और प्रत्येक पार्टिकल के साथ उस हिस्से को जोड़ा जाएगा ठीक है यहां मैंने आपको दिखाया है कि क्या है तो यह इस के साथ यह पता लगाने के लिए काम आएगा कि प्रत्येक पार्टिकल पर क्या फाॅर्स है ठीक है तो इस तरह हम 2 फेज सिमुलेशन के लिए जाते हैं मैं आपको समय की प्रगति के लिए एल्गोरिदम दिखाता हूं तो टाइम एडवांसमेंट इसलिए हम जिस विधि का अनुसरण करते हैं वह वास्तव में वर्लेट एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम क्या है आइए वर्तमान टाइम स्टेप में कहते हैं जो कि tवां चरण है हम सभी वेरिएबल जानते हैं जिसका अर्थ है v से शुरू होकर और e हम जानते हैं ठीक है तो इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए इसलिए का उपयोग करते हुए जो कि वेलोसिटी tth समय स्तर है हम कुछ मध्यवर्ती समय स्तर का पता लगाते हैं जो है हम कह सकते हैं कुछ आधे समय का स्तर ठीक है

ताकि हम का उपयोग करके पता लगाएं ठीक है तो आप यहां देखें यह ith पार्टिकल पर फाॅर्स के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है tth समय पर तो दाएं पक्ष में मुझे सब कुछ पता है तो प्रत्येक पार्टिकल का द्रव्यमान tth समय पर वेलोसिटी और tth समय पर फाॅर्स हम जानते हैं और का चयन हम करेंगे इसलिए टाइम स्टेप हम चुनेंगे तो इसके आधार पर कुछ मध्यवर्ती टाइम स्टेप पर वेलोसिटी का पता लगाया जाएगा हम इसे अपडेट कर सकते हैं या हम एक नया वेरिएबल ढूंढ सकते हैं जो है याद रखें कि यह नहीं है तो हम क्या खोज रहे हैं कुछ नए वेरिएबल हम वेरलेट एल्गोरिदम में परिभाषित कर रहे हैं तो हम अभी पूर्णकालिक चरण के आधार पर पता लगाते हैं पिछला समीकरण मैंने आपको आधे समय के चरण के लिए दिखाया है यहां हम पूर्णकालिक चरण के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि समीकरण वैसा ही दिखता है लेकिन केवल एक चीज यह है कि यहां हमारे पास था यहां हमारे पास केवल था क्योंकि यह पूर्णकालिक चरण के लिए है तो हमें 2 Vs का पता चला है एक है हाफ टाइम स्टेप पर दूसरा है फुल टाइम स्टेप पर ठीक है इसी तरह हम आधे समय के चरण के लिए और जैसे अन्य वेरिएबल प्राप्त कर सकते हैं तो ये समीकरण पहले समीकरण के समान होंगे जो कुछ भी मैंने tth टाइम स्टेप मानों पर निर्भर दिखाया है और के कॉरेस्पोंडिंग मान जानते हैं ठीक है अच्छा ठीक है तब हम r के मान को अपडेट करना भी जान सकते हैं जो कि पोजीशन वेरिएबल है तो जहां यह वेलोसिटी हाफ टाइम स्टेप वेलोसिटी के रूप में उपयोग किया जाएगा तो यहाँ आप देखते हैं कि हमने गुणा किया है तो यह वास्तव में हाफ टाइम स्टेप से पता चला है ठीक है अगला चरण दूसरा चरण इन सभी वेरिएबलों को पर खोजने के बाद द्वितीय टाइम स्टेप और टाइम स्टेप पर एक सूडो वेलोसिटी हम फाॅर्स एनर्जीऔर आपके डेंसिटी परिवर्तन के वास्तविक मान की गणना के लिए जा रहे हैं ठीक है तो लेकिन समय के संबंध में ये डॉट क्वांटिटी हैं यह कितना बदल रहा है कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब इसे हम का मान रखकर पता कर सकते हैं तो आपकी कंटीन्यूटी मोमेंटम और एनर्जी समीकरणों में तो अगर आपको कंटीन्यूटी मोमेंटम और एनर्जी समीकरण याद हैं जो हमारे पास हैं तो वे बाएं पक्ष में समय का डेरिवेटिव हैं ठीक है तो इन सभी मात्राओं को क्रमशः आपके मोमेंटम एनर्जी और कंटीन्यूटी समीकरणों का उपयोग करके पाया जा सकता है ठीक है और का उपयोग करते हुए दाएं पक्ष में ठीक है तो एक बार जब आप और के इन अद्यतन मानों का पता लगा लेते हैं तो हम हाफ टाइम स्टेप मान और दरों का उपयोग करके वास्तविक और Vi के मानों को अपडेट करेंगे ठीक है आप इसे देखते हैं जो कि पर है जिसे हमने दूसरे चरण में पाया है ठीक है इसी तरह Ei का मान लिखा जा सकता है और Vi का मान भी लिखा जा सकता है तो एक बार जब आप नए टाइम स्टेप पर डेंसिटी एनर्जी और वेलोसिटी का मान प्राप्त कर लेते हैं तो हम ti2δt के लिए आगे बढ़ेंगे ठीक है तो इस तरह वेरलेट एल्गोरिथम काम करता है ठीक है इसके बाद आइए देखें कि स्मूदेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स समस्याओं को हल करने के लिए कौन से फ्रीवेयर उपलब्ध हैं ठीक है आमतौर पर हमारे पास कई ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर होते हैं लेकिन यहाँ मैं आपको LAAMPS SPH मल्टीफ़ेज़ SPHysics Fluids v3 नाम बता रहा हूँ तो ये अलग सॉफ्टवेयर हैं जहां SPH वास्तव में एक केस के रूप में शामिल है ठीक है लेकिन आज मैं आपको LAAMPS SPH मल्टीफ़ेज़ का उपयोग करके केस स्टडी के लिए एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ ठीक है तो पहले मुझे यह देखने दें कि इस LAAMPS SPH मल्टीफ़ेज़ को इनस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए तो हमें यूनिक्स प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है ठीक है आपको C gcc या g की एक कार्यशील लाइब्रेरी की भी आवश्यकता है ठीक है LAAMPS SPH मल्टीफेज इनस्टॉल करने के लिए क्या चरण हैं सबसे पहले आपको इसे सॉफ्टवेयर पैकेज से डाउनलोड करना होगा पैकेज आईडी जो मैंने आपको यहां दी है ठीक है और फिर आपको पैकेज को एक्सट्रेक्ट करना होगा और इसे होम डायरेक्टरी में कॉपी करना होगा कैसे एक्सट्रेक्ट करना है मैंने आपको पहले ही दिखाया है तो आप उस चरण का अनुसरण कर सकते हैं ठीक है फिर आपको उस फोल्डर में जाना है जहां आपने एक्सट्रेक्ट किया है कमोबेश इस नाम का फोल्डर laamps sph multiphase surface tension clean है ठीक है तो आपको करना होगा इसलिए मुख्य फ़ोल्डर यह laamps sph multiphase surface tension होगा ठीक है laamps sph multiphase उसमें आपको एक फोल्डर का पता चल जाएगा जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है और दूसरा फोल्डर clean कहा जाता है तो आप cd cd cd करके clean फोल्डर में प्रवेश करें तो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि यह कैसे करना है और फिर इसे खोलें read meorg ठीक है फिर उसमें आप पैकेजेस को इनस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में निम्न कमांड टाइप करें ठीक है आमतौर पर मैंने इन सभी कमांड्स को ubuntu 12 04 5 संस्करण पर आधारित दिखाया है ठीक है तो आपको कौन सी कमांड देने की आवश्यकता है तो प्रमुख कमांड यह हैं तो आपको इन पैकेजों को इनस्टॉल करना होगा git openmpi dev openmpi bin और libjpeg dev तो ये LAAMPS SPH मल्टीफ़ेज़ चलाने के लिए आवश्यक हैं ठीक है तो आपको इन सभी पैकेजों के लिए sudo apt इनस्टॉल करने और पैकेज नाम करने की आवश्यकता है फिर एक बार जब यह git ठीक से इनस्टॉल हो जाता है तो आप उसे लाइब्रेरी से git clone कर सकते हैं जहां SPH मल्टीफ़ेज़ इनस्टॉल है लाइब्रेरी वास्तव में slitvinov laamps sph multiphase में है ठीक है तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है तो उससे आप git का उपयोग करके क्लोन कर सकते हैं ठीक है तो आप उस फ़ोल्डर में जा सकते हैं जहां इसे वास्तव में डाउनलोड किया गया है वह फ़ोल्डर laamps sphsrc होगा तो वह सोर्स फ़ोल्डर है जहां सभी कोड सहेजे जाते हैं आप वहां जा सकते हैं और yes USER SPH लिख सकते हैं ताकि सभी SPH पैकेज चलने में सक्षम हो जाएं और आप यहां अपने SPH कोड का उपयोग कर सकते हैं फिर आपको make linux CCmpicc का उपयोग करके पैकेज को इनस्टॉल करना होगा तो यह एक C डायरेक्टरी है और आपको इसे mpicc ccflags 2 g fft lib lm से लिंक करना होगा इसलिए आप यह कमांड दें आपका इंस्टालेशन ठीक से हो जाएगा आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप केस स्टडी कैसे ले सकते हैं और आप इस LAAMPS SPH मल्टीफेज का उपयोग करके हल कर सकते हैं हम आपको यहां दिखाएंगे एक ठोस सतह पर एक बूंद और कांटेक्ट एंगल के कारण यह कैसे विभिन्न आकार ले रहा है ठीक है इसलिए हमने उस केस स्टडी को कॉन्टैक्ट एंगल नाम दिया है तो केस स्टडी कांटेक्ट एंगल है तो आप क्या कर सकते हैं आप एक फ़ोल्डर खोल सकते हैं ठीक है जिसे कांटेक्ट एंगल कहा जाता है या यदि यह पहले से ही है तो आप SPH LAAMPS मल्टीफ़ेज़ में जा सकते हैं तो यह पहले से ही एक केस स्टडी है या LAAMPS SPH मल्टीफेज में पहले से ही विकसित केस स्टडी है तो वहां से हमने इसे ले लिया है इसलिए यहाँ पहले से ही फोल्डर मौजूद है यदि आपके पास कोई नया केस है तो आपको फ़ोल्डर विकसित करना होगा और फिर आपको लिखना होगा तो केस स्टडी फोल्डर में हमें जाना है जो Home laamps sph multiphase surface tension clean है आप उदाहरण के लिए जा सकते हैं User sph contact angle तो यह उस डायरेक्टरी का पथ है जहाँ आपको जाने की आवश्यकता है इस पथ कांटेक्ट एंगल में इस फ़ोल्डर कांटेक्ट एंगल में आप 5 फ़ाइलों का पता लगा सकते हैं ठीक है जिसमें 2 फाइलें case1 lmp और case2 lmp हैं वे वास्तव में बुनियादी जानकारी के लिए हैं लेकिन आपको सिमुलेशन स्थापित करने के लिए इस droplet lmp settimesteplmp और runsh को चलाने की जरूरत है ठीक है तो मैं एक एक करके समझाता हूं कि ये सभी फाइलें किससे संबंधित हैं तो case1 lmp और case2 lmp ये आपको ऑब्टयूज़ और एक्यूट कांटेक्ट एंगल की परिभाषा दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से अधिक और कम हो सकता है इस बात पर निर्भर करता है कि कांटेक्ट एंगल ऑब्टयूज़ और एक्यूट की स्तिथि में हैं ठीक है मैं आपको 1lmp फ़ाइल का विवरण दिखा रहा हूँ तो case2 lmp मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ यह case1 lmp से भिन्न है बाकी कमांड समान होंगे इसके अलावा मैं इस dropletlmp का स्थान दिखा रहा हूँ जिसका अर्थ है कि इस फ़ाइल में निर्दिष्ट ड्रॉप का प्रारंभिक स्थान गणना चलाने के लिए हमें समय निर्धारित करने की आवश्यकता है तो settimesteplmp वह दे रहा होगा और runsh में आवश्यक सूचनाओं को चलाने के लिए निर्देश है आइए जल्दी से देखें कि case2 Imp महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं मैंने यहां पर प्रकाश डाला है आप देखते हैं कि यह भाग यहाँ पर दिया गया है यह lx ly और dx ये वास्तव में x दिशा और y दिशा में आपका डोमेन स्पैन हैं और dx वास्तव में आपके सेल का सबसे छोटा आकार है ठीक है जो शुरू में पार्टिकल्स को रखेगा शुरुआत में पार्टिकल्स को एक आयताकार ग्रिड में रखा जाता है तो वह ग्रिड स्पेसिंग है ठीक है तो हमने यहाँ lx बाई nx ले लिया है nx पूर्वनिर्धारित मान है जो हम फ़ाइल में चलाते समय देते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि lx मान यहाँ कहाँ देगा इसी तरह हमने छोटी बूंद का डेंसिटी दिया है आप देखते है हमारे पास यहां 2 चीजें हैं sph rho d और sph rho g तो शुरू में हमने इन मानों को 1 दिया है ठीक है इसी तरह यहाँ हमारे पास ध्वनि की गति हैं ठीक है sph c d तो c का अर्थ ध्वनि की गति है क्योंकि हमने देखा है कि ध्वनि की गति कम से कम वॉन न्यूमैन रिक्टर आर्टिफीसियल विस्कोसिटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है तो हमने उन मानों को 10 10 के रूप में दिया है ठीक है यहां हमने छोटी बूंद की विस्कोसिटी दी है आप देखते हैं कि विस्कोसिटी को eta के रूप में लिखा गया है ठीक है तो eta d और eta g इसलिए शुरू में हमने उन मानों को 5 x 10 2 दिया है फिर यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस स्थिति में हमने सरफेस टेंशन दिया है जैसा कि हम जानते हैं कि कांटेक्ट एंगल ग्रेडिएंट कांटेक्ट एंगल बनाने के लिए हमें 3 सरफेस टेंशन सिग्मा sw सिग्मा lw और सिग्मा ls देना होगा तो लिक्विड गैस लिक्विड वॉल और लिक्विड सॉलिड वॉल तो वे मान यहाँ पर लिखे गए हैं तो अल्फा वास्तव में यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन है तो गैस और आपकी छोटी बूंद के बीच अल्फा gd यहां यह गैस और वॉल और यहां बूंद और वॉल ठीक है तो ये मान वास्तव में हमारे यंग समीकरणों Young's equations में उपयोग किए जाते हैं हमें वहां पता चलता है इसका उपयोग करके हम वास्तव में कांटेक्ट एंगल के मान का मूल्यांकन कर सकते हैं ठीक है फिर यहाँ हमने छोटी बूंद की त्रिज्या दी है आप देखते हैं कि छोटी बूंद की बेलनाकार त्रिज्या हमने 0 1875 के रूप में दी है ठीक है फिर यहाँ इस समीकरण में हमने किस प्रकार के पार्टिकल्स दिए हैं हमारे पास वास्तव में 3 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं पहले प्रकार के कण g प्रकार का है जो 1 के बराबर हैं हमने छोटी बूंद के चारों ओर गैस के लिए दिया है d प्रकार जो 2 के बराबर है जो हमने छोटी बूंद के पार्टिकल्स के अंदर छोटी बूंद के लिए दिया है और फिर w प्रकार वॉल प्रकार के पार्टिकल्स जो हमने 3 के रूप में दिए हैं ठीक है अब यह कमोबेश वह फाइल है जो हम आपके case2 lmp के मामले में देखते हैं ठीक है case2lmp वास्तव में एक्यूट कांटेक्ट एंगल के लिए है ठीक है तो अल्फा का यह संयोजन आपको एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल देगा ठीक है लेकिन अगर आप case1 lmp को देखें तो इन मानों को वास्तव में 1 1 और 15 में संशोधित किया गया है यहाँ देखें dw मान वास्तव में ऑब्टयूज़ या एक्यूट को तय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके बाद हम छोटी बूंद की स्थिति देखते हैं dropletlmp की मदद से तो शुरुआत में हमने दिखाया है कि उस आयाम और इकाइयों को कैसे बचाया जाए तो आयाम 2 है और इकाई sph laamps में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हम इसे हमेशा गैर आयामी के रूप में उपयोग करते हैं लेकिन आपको कोड पूरा करने के लिए si देना होगा ठीक है यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं हमने बाउंड्री कंडीशंस को निर्दिष्ट किया है तो बाउंड्री हमने p p p के रूप में दी है इसका मतलब है कि हर जगह हमारे पास रिफ्लेक्टिव बाउंड्री कंडीशंस के रूप में बाउंड्री है ठीक है वेरिएबल जिन्हें हमने यहां परिभाषित किया है ठीक है ndim index और 2d इसलिए ये तय करते हैं कि आपके पास 2 आयामी डोमेन है ठीक है और यहां आप देखते हैं हम उन मामलों को शामिल कर रहे हैं जिन्हे पहले मैंने आपको दिखाया है case1 और case2lpm ऑब्टयूज़ और एक्यूट कोण के लिए तो यहां मैं i case का उचित मान देकर चयन कर सकता हूं कौन सा ओब्ट्युज है कौन सा एक्यूट हैं क्या ऑब्टयूज़ और एक्यूट है यह हम यहां तय कर सकते हैं अब इसमें हमने डोमेन को परिभाषित कर दिया है अगर आप यहां देखें तो हमने पहले z लिमिट दी है जैसा कि यह एक 2d समस्या है z सीमा में हमने आपको बहुत कम मोटाई दी है तो जो और कुछ नहीं बल्कि 1×10 3 से शुरू होकर 1×10 3 तक है और हमने y दिशा और x दिशा में वॉल के लिए एक छोटा डोमेन भी चुना है तो आप यहाँ पर Iy वॉल देखते हैं मैंने वास्तव में y भाग को dx के 6 गुना से थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो dx एक छोटी इकाई है जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इसका 6 गुना हमने वास्तव में y दिशा में डोमेन के साथ विस्तार दिया है डोमेन को बढ़ाने के लिए इसी तरह lx वॉल में भी समान lx प्लस 6 गुणा dx है x center और y center वे वास्तव में ड्रॉप का केंद्र हैं तो वे हैं 0 5 को lx वॉल में और 0 5 को ly वॉल में हम दे चुके हैं ठीक है lx वॉल और ly वॉल हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं फिर हम बॉक्स के साथ एक क्षेत्र बनाते हैं जो एक 2 आयामी बॉक्स है जो 0 से lx वॉल 0 से ly वॉल तक और z दिशा में nlz से शुरू होकर plz तक होता है क्योंकि यह एक 2 आयामी समस्या है तो इसीलिए यह बहुत छोटा होगा अब यहां हमने गैस पार्टिकल्स को निर्दिष्ट किया है आप देखते हैं कि हमने पहले डोमेन के अंदर सभी गैस पार्टिकल्स को निर्दिष्ट किया है जिसका अर्थ है कि हर जगह एक वर्ग बॉक्स के साथ हमने कार्टेशियन ग्रिड तय किए हैं ग्रिड में हम ग्रिड के केंद्र 0 5 और 05 में हमने वास्तव में एक पार्टिकल रखा है ठीक है तो शुरुआत में हम पार्टिकल्स का एक आयताकार डिसक्रीटाईजेसन कर रहे हैं फिर यहाँ पर हमने वॉल का प्रकार दिया है क्योंकि वॉल पर छोटी बूँदेंटिकी हुए है इसलिए हमने वास्तव में कहा निर्दिष्ट किया है वॉल को तो पहले हमने एक ग्रुप बनाया है जो फ्लो डायरेक्शन के लिए है ठीक है तो पहले फ्लो डायरेक्शन का मतलब है कि बूंद और गैसीय फेज जहाँ रखा गया है ठीक है फिर हमने जो किया है हमने फ्लो से बाउंड्री हटा दी है इसलिए हमने एक सेक्शन बनाया है जो वास्तव में बाउंड्री सेक्शन है ठीक है तो समग्र क्षेत्र से यदि आप हमारे फ्लो क्षेत्र r फ्लो क्षेत्र को हटाते हैं तो हमें बाउंड्री मिल जाएगी ठीक है फिर हमने वॉल के प्रकार के रूप में बाउंड्री निर्धारित की है तो w टाइप हमने यहाँ दे दिया है ठीक है फिर हमने इन वॉल पार्टिकल्स को फाॅर्स दिया है जो कि 0 0 0 के अलावा और कुछ नहीं है यानी हमने वॉल के पार्टिकल्स को गतिहीन पार्टिकल बना दिया है ठीक है क्योंकि वे पार्टिकल हिल नहीं सकते अब जब भी आप सिमुलेशन चला रहे होंगे तो यह मान लिख रहा होगा इसलिए यहां पर मान लिखने के लिए आप देखते हैं कि हम dump कमांड का उपयोग कर रहे हैं dump कमांड मान लिखने के लिए उपयोगी है और हम पार्टिकल की id से शुरू होने वाले सभी मानों को लिख रहे हैं जो कि is या js हैं और फिर क्रमशः गैस लिक्विड और वाल प्रकार के लिए पार्टिकल का प्रकार 12 या 3 x स्थान y स्थान z स्थान और उनके संबंधित वेलोसिटी और यह आपकी विसकोसिटी का कलर ग्रेडिएंट है इसलिए आपको ये सभी चीजें लिखनी हैं ठीक है फिर हम आपको यहां दिखाएंगे कि कैसे dump कमांड का उपयोग करके हम आपके लिए वेलोसिटी डंपिंग को जान सकते हैं और आपके मानो के लिए एक अलग फाइल में डंपिंग कर सकते हैं जो vmd जैसे कुछ बाहरी सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है ठीक है तो यहाँ यह सभी पार्टिकल्स के लिए x y और z स्थानों के लिए डंप की कमांड है हम लिख रहे हैं ठीक है x y z स्थान पर सभी एलिमेंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं ठीक है यहां हमने छोटी बूंद को निर्दिष्ट किया है क्योंकि आप देखते हैं कि हमने अभी केंद्र बनाया है हमने यह नहीं दिखाया है कि बूंद किस प्रकार का पार्टिकल है तो यहाँ आप देखिए हमने पहले दिखाया है कि यहाँ पर ड्रॉपलेट क्या है x सेंटर और ylow पर एक सिलेंडर से शुरू होकर ठीक है सिलेंडर रेडियस को rdroplet के रूप में दिया गया है ठीक है और फिर हमने उस सिलेंडर को सिलेंडर के अंदर दिया है जो भी पार्टिकल हैं आपके पास वह छोटी बूंद प्रकार है ठीक है वह प्रकार 2 है ठीक है फिर यहाँ हम एक टाइम स्टेप के साथ सिमुलेशन चला रहे हैं तो यहां हमने टाइम स्टेप की गणना की है तो टाइम स्टेप 05 भाग डेल्टा t के बराबर है ठीक है तो इस तरह से टाइम स्टेप डेल्टा t का चुनाव कर लिया गया है और कोड आगे चल रहा होगा ठीक है और यह n बार चल रहा होगा इसलिए आप निर्णय ले सकते है कि कितनी बार चलेगा ठीक है अब यह रन फाइल है जिसके उपयोग से हम उन सभी पिछली फाइलों को चलाने के लिए संख्या तय कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि nx 121 बहुत महत्वपूर्ण है इससे यह तय होगा कि x y और z दिशाओं में dx मान क्या होगा ठीक है फिर यहां आपको डेटा फ़ाइल का नाम दिखाई देता है जहां यह डेटा फ़ाइल को इस तरह से लिखेगा जैसा हमने यहां दिया है icase 2 यह तय करेगा कि ऑबट्यूज या एक्यूट फाइल को चुनना है या नहीं ठीक है तो icase lmp फाइल में जा रहा था ठीक है जहाँ से हम चुन रहे हैं कि हमें कौन सा लेना है ठीक है इसी तरह एक फ़ोल्डर बनाने के लिए जहां आउटपुट फाइलों के मानो को संग्रहित किया जाएगा वह भी यही होगा ठीक है तो mkdir p और फिर यहाँ पर नाम अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमें सिमुलेशन चलाने की जरूरत है सिमुलेशन चलाने के लिए हमें संबंधित फ़ोल्डर के लिए जाने की जरूरत है इसलिए यह कमांड है cd का उपयोग करके हम संबंधित फ़ोल्डर में जा सकते हैं पथ यहां दिया गया है और फिर अंत में बस एक ही कमांड bash runsh हमारा कोड चलाएगा ठीक है तो इसका मतलब है यह इस r runsh फ़ाइल को चला रहा होगा जो चलने के लिए संबंधित lmp फ़ाइल को मान देगा ठीक है तो यह केस का परिणाम है यहां आप देख सकते हैं कि हमने कांटेक्ट एंगल के कारण एक अर्धगोलाकार छोटी बूंद के साथ शुरुआत की ठीक है इसने यहां पर फ्लैट एन्ड आकार ले लिया है तो हमें अल्फ़ा के मानों को बदलना चाहिए ठीक है lmp फाइलों में ठीक है तो हम यह पता लगाएंगे कि कांटेक्ट एंगल के आधार पर यह अधिक फ्लैट होता जा रहा है इसका एक नज़दीकी रूप आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है तो इस व्याख्यान के अंत में हमने SPH के गठन समीकरणों के लैग्रेंजियन डिसक्रीटाईजेसन को विस्तृत किया है मास मोमेंटम एंड एनर्जी समीकरणों को विस्तृत किया गया है ठीक है LAMMPS मल्टीफ़ेज़ का उपयोग करके हमने आपको एक केस स्टडी दिखाया है जहां छोटी बूंद ने ठोस सतह पर एक आकार ले लिया इंस्टालेशन से शुरू होकर मॉडल पैरामीटर सेट करना परिणामों का केस एनालिसिस चलाना विस्तृत किया गया है अब अपनी समझ का परीक्षण करें हमारे पास 3 प्रश्न हैं SPH का आधार फिक्स्ड रिफरेन्स मूविंग रिफरेन्स नॉन ऑर्थोगोनल रिफरेन्स और वेरिएबल टाइम रिफरेन्स में से किस में निहित है सही उत्तर है मूविंग रेफरेंस तो यह प्रकृति में लैग्रेंजियन है SPH कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन पार्टिकल अप्प्रोक्सिमेशन टेलर सीरीज विस्तार या उपरोक्त सभी में से किसका का उपयोग करके में गवर्निंग समीकरणों को डिसक्रीटाईजड़ करता है मैंने पहले ही आपको कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन और पार्टिकल्स का स्थानन दिखाया है तो यह वास्तव में सही उत्तर कर्नेल अप्प्रोक्सिमेशन और पार्टिकल अप्प्रोक्सिमेशन दोनों है तीसरा प्रश्न पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है जब गोले के अंदर की त्रिज्या 4 उत्तर हमारे पास हैं डोमेन लंबाई की आधी विस्कॉस लेंथ स्केल स्मूथिंग लेंथ और पार्टिकल वेलोसिटी और समय पैमाने का गुणा तो सही उत्तर स्पष्ट रूप से स्मूथिंग लेंथ है इसके लिए मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया है अतः इसी के साथ मैं यह व्याख्यान समाप्त करता हूँ धन्यवाद